नमस्कार तो आज हम कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे आज हम आई पी राउटिंग पर अपने दो व्याख्यान शुरू करेंगे तो पहले ही आप देख चुके हैं कि हमारे ओएसआई या टीसीपी आईपीTCPIP मॉडल में एप्लीकेशन परत कैसे काम करती है आप पहले ही कई ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल और आईपी लेयर प्रोटोकॉल की मूल बातें देख चुके हैं तो IP जैसे कि इसे IP लेयर अथवा नेटवर्क लेयर के रूप में भी जाना जाता है मुख्य रूप से पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की ओर अग्रेषित करने के लिए जिम्मेदार है तो अगर हम इंटरनेट को देखें जो की खुद नेटवर्को का एक नेटवर्क है तो आईपी परत मुख्य रूप से दो दो या दो या अधिक अलग अलग नेटवर्कों को अथवा इन जैसी चीजों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार होती है अब इस विशेष फॉर्वर्डिंग तकनीक का एक मुख्य पहलू यह है कि यह पैकेट वैश्विक इंटरनेट पर किस प्रकार अग्रेषित होगा तो जैसे कि हमने देखा है कि इंटरनेट वास्तव में लाखों कंप्यूटर सिस्टम हजारों राउटर और ऐसे ही असंख्य यंत्रों का एक समूह है जहां पैकेटसंदेश एक राउटर से दूसरे राउटर और दूसरे से तीसरे तक पहुंचाया जाता है और इसी प्रकार क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए पैकेट अपने गंतव्य तक पहोचता है इसी तरह से आप यदि अपने सिस्टम से wwwiitkgpacin टाइप करते हैं तो IITKGP का पेज आपके अपने कंप्यूटरपटल पर प्रदर्शित हो जाता है तो आपकी IITKGP वेबसाइट के पेज को एक्सेसउपयोग करने का अनुरोध सर्विस रिक्वेस्ट किस प्रकार से IITKGP वेब सर्वर पर आता है और फिर किस प्रकार से IITKGP का वेब सर्वर आपके अनुरोधसर्विस रिक्वेस्ट का उत्तर वापस आपके कंप्यूटरपटल स्क्रीन पर देता है इस तरह यदि आप एक सुदूर नेटवर्क से कोई वेब सेवा अनुरोध कर रहे हों तो आप देखेंगे की आपका ये अनुरोध किस प्रकार से अनेक राऊटरों के मध्य उछल कूद करता हुआ अपने गंतव्य तक पहोचता है यदि हम इंटरनेट के बारे में कल्पना करें तो हम यह पाएंगे कि यह इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क और राउटर का समूह है जो राउटर स्विच के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए हैं l किसी भी संदेश पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अग्रेषित करने के लिए राउटर उत्तरदाई होते हैंl यदि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पहुंचने के मध्य बहुत सारे हॉप हो तो संदेश पैकेट को इन hop के मध्य अग्रेषित फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी राउटर की होती हैl अतः आज या आगे आने वाले कुछ व्याख्यानों में हम विभिन्न अग्रेषण विधाओं की चर्चा करेंगे l हम देखेंगे कि किस प्रकार से संदेश पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे तक अग्रेषित होते हैं और दूसरे से तीसरे तक इसी प्रकार से यह पैकेट तब तक अग्रेषित होते रहते हैं जब तक कि वे अपने गंतव्य तक ना पहुंच जाए l अग्रेषण की इस प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए हमें मुख्य रूप से निम्नलिखित आईपी एड्रेसिंग एवं आईपी पता निर्धारण पद्धति जैसे बिंदुओं पर विचार करना होगा जो हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं l अगले लेक्चर में हम इन बिंदुओं पर शीघ्रतापूर्वक चर्चा करेंगे l और अब हम पैकेट अग्रेषण या पैकेट राउटिंग को देखना आरंभ करेंगे और थोड़े थोड़े अंतराल पर हम फ़ॉरवर्डिंग टेबल या राउटिंग टेबल जैसे शब्दों का उपयोग करेंगे राउटर में जो तालिका हम देखते है उसे राउटिंग टेबल कहते हैं इस राउटिंग टेबल में लांगेस्ट प्रीफिक्स मैच longest prefix match एलपीएम की एक संकल्पना होती हैं जिसे हम समय समय पर अपने आने वाली लेक्चर में अथवा पूरी लेक्चर श्रृंखला में उपयोग करेंगे इसका उल्लेख हम मुख्यतः अलग अलग पुस्तकों संदर्भ सामग्रीयों अथवा लेक्चर नोट्स में देखेंगे और जैसा की हमने यहां और पूर्व में अपनी स्लाइड्स में भी देख चुके हैं तो आईपी एड्रेस के बारे में हम और आप पहले से ही जानते हैं यहां पर हम ipv4 की बात कर रहे हैं हम राउटिंग में जिस ip addressing की बात करेंगे वह मुख्यतः ipv4 पर आधारित होगी यह आईपी एड्रेस 32 बिट होता है जोकि 8888 बिट्स के 4 भागों में विभाजित होता है और आईपी ऐड्रेस विशिष्ट रूप से एक विशेष मशीन की पहचान करता है तार्किक रूप से एक सिस्टम विशेष को तार्किक पता प्रदत्त करता है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी एक नेटवर्क पर दो अलग अलग सिस्टम के आईपी एड्रेस एक समान नहीं हो सकते यदि ऐसा हुआ तो उन दोनों सिस्टम को अलग अलग पहचान कर पाना संभव नहीं होगा फिर भी वर्तमान में हमारे बीच ऐसी चीजें उपलब्ध है और ऐसी समस्याओं का समाधान भी है जिन्हें हम आगे धीरे धीरे देखेंगे l परंतु फिर भी यह तार्किक पता ही होता है जो किसी नेटवर्क में विशिष्ट कंप्यूटर सिस्टम को विशेष रुप से चिन्हित करता है इस श्रृंखला में हम आगे एक दूसरे प्रकार की पता प्रणाली देखेंगे जिसे हम भौतिक पता अथवा मैक पता कहते हैं l अतः यह वह पता है जिससे किसी कंप्यूटर सिस्टम को चिन्हित किया जाता है परंतु यह पता तार्किक रूप से किसी विशिष्ट सिस्टम को चिन्हित करने में सक्षम होता है यह आईपी एड्रेसिंग आमतौर पर सिस्टम व्यवस्थापक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है परंतु कुछ विशेष अवस्थाओं में यह अन्य विधियों द्वारा भी जैसे कि डीएचसीपी प्रोटोकॉल द्वारा उपलब्ध कराया जाता है अतः यह किसी इंटरफ़ेस को या किसी होस्ट को विशिष्ट रूप से चिन्हित करता है प्रत्येक राउटर पर एक इंटरफ़ेस होता है जिससे नेटवर्क जुड़ा होता है उसे डॉटेड क्वाड नोटेशन द्वारा चिन्हित किया जाता है है जैसा कि यह ज्ञात तथ्य है की सिस्टम के अंदर सभी चीजों को बाईनरी संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है इसी प्रकार 41 35 158 15 इत्यादि दशमलव संख्याओं को भी बाइनरी संख्या द्वारा ही निरूपित किया जाता है अब हम यदि नेटवार्कों को जोड़ने वाली नेटवर्किंग प्रणाली पर गौर करें तो हम यह पाएंगे कि यह कोई एक विलगित नेटवर्क नहीं है अपितु यह बहुत सारे नेटवार्कों का एक संयुक्त समूह है जो परस्पर जुड़े हुए हैं

इस टेबल का निर्माण करने के लिए हमें नेटवर्क में उपस्थित सभी राउटर्स के पते एवं नेटवर्क में उपस्थित सभी होस्ट के पते की आवश्यकता पड़ती है राऊटिंग टेबल की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नेटवर्क का आकार यदि बढ़ेगा तो टेबल के अंदर पतो की प्रविष्टियां भी बढ़ती जाएंगी जिन्हें व्यवस्थित करना अत्यंत जटिल कार्य होता है क्योंकि नेटवर्क में होस्ट का जुड़ना एवं हटना एक गतिशील क्रिया होती है इसलिए राऊटिंग टेबल की प्रकृति भी गत्यात्मक होती है संपूर्ण नेटवर्क सिस्टम मे प्रतिपल यह पता नहीं चल पाता की कब और किस समय कितने होस्ट अथवा राउटर्स नेटवर्क सिस्टम से जुड़ रहे हैं अथवा हट रहे हैं नेटवर्क सिस्टम की यह गत्यात्मक प्रवृत्ति राऊटिंग टेबल के निर्माण में एक बड़ी चुनौती है अतः प्रत्येक राउटर को ढेर सारी विशिष्ट सूचनाओं की आवश्यकता होती है जिससे वह संदेश पैकेट को उसके गंतव्य तक अग्रेषित करने में सक्षम हो सके तो हमने देखा कि सबसे पहली चीज नेटवर्क को होस्ट के भागों में विभाजित करना है यदि हमारे पास नेटवर्क की एक वर्गीकृत संरचना हो तो हम किसी भी पते ऐड्रेस को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं पहला होस्ट भाग एवं दूसरा नेटवर्क भाग और आप पहले ही यह जानते हैं कि विभाजन की इस प्रक्रिया में नेटवर्क मास्क की आवश्यकता पड़ती है यह नेटवर्क मास्क 32bit की नंबर श्रृंखला होती है जो शलैश चिन्ह के साथ अन्य संख्या Mask No द्वारा अनुसरित होती है जैसे 2552552550 8 32 bits का ये नेट मास्क सर्वप्रथम संख्या 1 का सतत क्रम होता है तत्पश्चात संख्या 0 का सतत क्रम होता है और अंत में शलैश चिन्ह के साथ मास्क संख्या को प्रदर्शित करता है इस नेटवर्क मास्क में 0 अथवा 1 संख्या के सततक्रम के मध्य कोई अन्य संख्या की आवृत्ति नहीं हो सकती है स्लैश से संलग्न संख्या मास्क नंबर मूलतः संख्या 1 की आवृत्ति को प्रदर्शित करती है जो विशेषतः किसी नेटवर्क के पते को चिन्हित करने में मुख्य भूमिका निभाती है तो इस तरह हमारे पास यदि 32 bit एड्रेस में स्लैश 24 24 नेटवर्क मास्क निरूपित हो तो प्रथम तीन अष्टको का उपयोग नेटवर्क को चिन्हित करने में किया जाएगा जबकि अंतिम अष्टक नेटवर्क में होस्ट को चिन्हित करेगा यदि हम अपने देश में डाक विभाग सिस्टम का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो उनमें भी हम नेटवर्क की राउटिंग प्रणाली की समरूपता पाएंगे जैसे कि हमारे देश किसी पते पर पहोचने के लिऐ सर्वप्रथम प्रदेश फिर मंडल फिर जिला फिर संभवत एक क्षेत्र फिर स्थान और फिर अंत में उस विशिष्ट घर को चिन्हित करते है यदि हम भारत के विभिन्न राज्यों को पृथक करना चाहते हैं तो हम मास्किंग के जरिए उन्हें अलग अलग मस्क नंबरों द्वारा चिन्हित कर सकते हैं जैसे कि भारत में हम आईआईटी खड़कपुर पश्चिम बंगाल एवं ऐसे ही अन्य क्षेत्रों को मास्किंग के द्वारा अलग कर सकते हैं मास्किंग के द्वारा क्षेत्रों को अलग अलग समूहों में बांटने के लिए हमें वर्गीकृत एवं पदानुक्रमिक पद्धति का अनुसरण करना होगा तो हम दिये हुए पते के समूह को पदानुक्क्रमित कर सकते हैं और आमतौर से यह 25 bits का मास्क होता है जिसे यदि हम किसी दिए हुए आईपी एड्रेस पर लागू करें तो हमें उस नेटवर्क का एड्रेस पता चल जाएगा जैसा कि हम पहले देख चुके हैं इसलिए दूसरे अर्थों में हमने एक प्रकार से नेटवर्क की मापनीयता में सुधार किया है जैसे कि मैं कह सकता हूं कि यह विशेष रूप से एक नेटवर्क एड्रेस के संबंध में उसकी पहचान है और इस प्रकार LAN 2 में भी यही विधि अपनाते हैं और इसी प्रकार एक राउटिंग टेबल बनाई जाती है इस तरह से 24 बिट का आने वाला कोई भी एड्रेस राउटिंग टेबल से मैचिंग करके यह बताएगा कि वोह इसी नोड पर इन्कोमिंग है या उस नोड से आउटगोइंग है यदि हम LAN 2 नेटवर्क में नया होस्ट जोड़ते हैं तो राउटिंग टेबल में आपको नई अग्रेषण प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि अब यह होस्ट बा होस्ट चिन्हित नहीं करेगा अपितु यह अब केवल नेटवर्क को चिन्हित करेगा तो यह 24 Bit मास्क नेटवर्क है जो कि हम पहले देख चुके हैं 5670 24 अतः जब तक हम उसी समान नेटवर्क में रहते हैं तो इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है की उस नेटवर्क में कितने नये होस्ट जोड़े जा रहे हैं अथवा हटाए जा रहे हैं अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार का निरूपण विधि हमें किसी नेटवर्क को चिन्हित करने में सक्षम बनाता है जब हम किसी होस्ट के आईपी एड्रेस पे नेटवर्क मास्क लागू करते हैं तो हमें उसके गंतव्य नेटवर्क एड्रेस का पता चलता है और उसे उस नेटवर्क की तरफ अग्रेषित कर दिया जाता है अब शेष बचा होस्ट का पता जो कि उस गंतव्य नेटवर्क के भीतर ही उपस्थित होता है तो इस प्रकार से हम कुछ हद तक नेटवर्क के पता प्रणाली एवं नेटवर्क कि मापनीयता जैसे प्रसंगों का विश्लेषण कर सकते हैं और अब यदि आप IP पता आवंटन पद्धति को देखेंगे जैसा कि आप पहले विश्लेषण कर चुके हैं तो आप पता आवंटन एवं अग्रेषण की संपूर्ण कार्यप्रणाली को भली भांति समझ सकेंगे परंतु फिर भी दोबारा से समझने के लिए संदर्भ समय 1547 तो एक चीज यह है कि हमारे पास स्थिर पता आवंटन पद्धति है जिसे हम वर्गीकृत पता प्रणाली कहते हैं जैसे कि वर्ग A नेटवर्क जिसका एड्रेस 0 से शुरू होता है वर्ग B नेटवर्क जिसका एड्रेस 10 से शुरू होता है और वर्ग C नेटवर्क जिसका एड्रेस 110 से शुरू होता है एवं बाद में कुछ भी संख्या हो सकती है इन वर्गों के अतिरिक्त दो और वर्ग D E होते हैं जिनमें एक मल्टिकैस्टिंग उद्देश्य हेतु और अन्य भविष्य कार्य हेतु सुरक्षित रखे जाता है इन क्लासफुल एड्रेसिंग पद्धति में प्रथम दो वर्ग क्लास A और क्लास B के नेटवर्क आकार बहुत वृहद होते हैं क्लास A में स्लैश 8 नोटेशन प्रयोग होता है जिसमें नेटवर्क का आकार बहुत बड़ा होता है अर्थात नेटवर्क की संख्या तो कम होती है परंतु प्रत्येक नेटवर्क के भीतर होस्ट की संख्या बहुतायत होती है जबकि क्लास B में स्लैश 16 नोटेशन प्रयोग होता है जिसमें नेटवर्क की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है एवं प्रत्येक नेटवर्क के भीतर पोस्ट की संख्या तुलनात्मक रूप से क्लास A से कम होती है तो क्लास B नेटवर्क में स्लैश 18 नोटेशन होता है जिसमें नेटवर्क की संख्या बहोत ज्यादा होती है एवं प्रत्येक नेटवर्क के भीतर पोस्ट की संख्या तुलनात्मक रूप से क्लास A से कम होती है जबकी अन्य नेटवर्क जैसे क्लास C में 24 मास्क होता है जिसमें में होस्ट के लिए मात्र 8 bits उपलब्ध होती हैं जो 16 कि तुलना में अत्यंत कम है अब इन सब तथ्यों के विश्लेषण आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसी विशेष वर्ग A B C क्लास के ईआईपी ऐड्रेस का चुनाव अपनी संस्था के आवश्यकतानुसार किया जाता है और फिर हमने क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग को भी देखा है जहां हम क्लासफुल के बजाय किसी भी परिवर्तनशील लंबी के आईपी मास्क को फिर से 1s और फिर 0s द्वारा फॉलो करते हैं और उसी प्रकार हम इस प्रणाली के अंतर्गत एड्रेस को 12 4 0 0 15 द्वारा निरूपित करते हैं तो यह कि पहले 15 बिट पते का प्रतिनिधित्व करते हैं और बाकी होस्ट को चिन्हित करते हैं जैसे कि उपरोक्त में हम यह देख सकते हैं तो भले ही ये आंकड़ा सही तरीके से फिट न हो लेकिन पहले 15 नेटवर्क के लिए और शेष होस्ट के पहचान के लिए है और हम यह देख सकते हैं कि यदि हमें इस प्रकार का वृहद नेटवर्क मिलता है तो हम इसे छोटे छोटे उप नेटवर्कों में विभाजित कर सकते हैं इस प्रकार से हम एक पदानुक्रमित शैली में इन चीजों की बेहतर प्रबंधन क्षमता प्राप्त सकते हैं इसलिए prefix इंटरनेट मपनीयता चुनौती के लिए महत्वपूर्ण हैं इन प्रिफिक्सों के आधार पर सन्निहित खंड प्रिफिक्स राउटिंग प्रोटोकॉल और पैकेट अग्रेषण में आवंटित पते इतना ही नहीं बल्कि हम राउटिंग सूचना या राउटिंग टेबल या राउटर में फॉरवर्डिंग टेबल को कुशलता पूर्वक व्यवस्थित कर सकते हैं यदि ऐसा ना होता तो हमें फिर से प्रत्येक गंतव्य मार्ग से संबंधित सभी सूचनाओं की जरूरत पड़ती हमें इस परिपेक्ष में समस्या की जटिलता को समझने के लिए एक बार फिर से डाक विभाग की कार्यप्रणाली को उदाहरण स्वरूप अनुपयुक्त रूप से समाकलन करना होगा जहां संपूर्ण डाक कार्यालयों में प्रत्येक कार्यालय को संपूर्ण विश्व अथवा समूचे भारत में स्थित गंतव्य संबंधी विस्तृत सूचनाओं को संग्रहित करना पड़ता यदि मैं नासिक में किसी गंतव्य विशेष को संदेश भेजना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले यह जानना होगा कि संदेश पैकेट को किस आेरदिशा में भेजना है इसके बजाय अगर मैं आईआईटी खड़गपुर को कुछ भेज रहा हूं हमें यह ज्ञात है कि यह पश्चिम बंगाल का एक राज्य है फिर एक विशेष जिला फिर विशेष शहर फिर उस शहर का एक विशेष क्षेत्र और फिर उस क्षेत्र में एक स्थान विशेष है इसलिए हम संपूर्ण पते को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं तत्पश्चात उन भागों को पदानुक्रमित करते है तो उसी तरह यहाँ भी हमारे पास इस प्रकार का दृषटिकोण है कि हम संपूर्ण गंतव्य सूचनाओं को विभाजित करके पदानुक्रमित कर सकें ये आप पहले से ही अपने आईपी पत आवंटन पद्धति में पढ़ चुके हैं परंतु अब हम उस संकल्पना को अपने राउटिंग में भी उपयोग करेंगे तो यदि हमारे पास विभिन्न नेटवर्क हो तो हम नेटवर्क का एकत्रीकरण कर सकते हैं तब मेरे पास एक समुच्चयित नेटवर्क हो सकता है इसी आधार पर मेरे पास 201002224 23 प्रकार एक नेटवर्क हो सकता है फिर इसी प्रकार मेरे पास 201002224 21 एक समुच्चयित नेटवर्क हो सकता है तो बाकी इंटरनेट के राउटर को केवल 201002224 21 तक जाने की जरूरत होती है बाकी उस विशेष डोमेन के अंदर के निचले स्तर पर संभाला जाता है इसलिए प्रदाता अब IP पैकेट्स को उपयुक्त ग्राहक को निर्देशित कर सकता है इसलिए यदि प्रदाता के पास ये ग्राहक हैं तो राउटर को केवल इस उच्च स्तर के आईपी प्रदाता को ही जानने की जरूरत है यह आईपी प्रदाता अलग हो सकते हैं इसलिए इसलिए मैत्रेय पहचानने की आवश्यकता है कि यह कौन सा IP ISP प्रदाता है तो इस प्रकार से इंटरनेट ग्राहकों से संबंधित राउटिंग कार्य ऐसे संभाला जाता है इसलिए अगर द्वैध होमिंग या बहु होमिंग का परिदृश्य है तो एकत्रीकरण में चुनौतियां होती हैं जैसे कि IIT खड़गपुर प्रदाता 1 से एक इंटरनेट कनेक्शन लेता है प्रदाता 2 से एक अन्य कनेक्शन प्रदाता 3 से एक और कनेक्शन 3 इस प्रकार उस विशेष नेटवर्क में अलग अलग बहु होमिंग कि स्थिति हैं ऐसी अवस्था में हम इस संपूर्ण एकत्रीकरण को एक सुविधापूर्वक नहीं पहचान सकते अतः हम कुछ अन्य पहलुओं पर कार्य करने की आवश्यकता होगी तो चुनौतियां हैं लेकिन फिर भी इस तरह के आईपी पतों को सकल करने का एक और तरीका है और फिर इस तरह से राउटिंग सूचना या राउटिंग टेबल पर कार्यभार कम किया जा सकता है इसलिए जैसा कि हम पदानुक्रम के माध्यम से स्केलेबिलिटी पर चर्चा कर रहे हैं वह संभालने के तरीकों में से एक तरीका है इसलिए इस मामले में मापनीयस्केलेबल सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण पदानुक्रमित पता हर किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पदानुक्रम सिर्फ राउटर को जानने की जरूरत है या मध्यवर्ती राउटर को जानने की ज़रूरत है इसलिए पदानुक्रम कि प्रवित्ती के तहत अगर राउतिंग सूचना में कुछ बदलता है तो यह टेबल में अपडेट की आवृत्ति को कम कर देता है जैसे कि अगर IIT खड़गपुर में क्वार्टरों की संख्या बढ़ जाती है तो पते को फिर से रखने की कोशिश की जाती है ताकि दुनिया के बाकी हिस्सों में इसे प्रदर्शित न किया जा सके सभी आने वाले संदेश पैकेट को जानने प्रस्तुत करने एवं तालिका सूची में अद्यतन करने की आवश्यकता सिर्फ आईआईटी केजीपी डाक कार्यालय को ही होती है विभिन्न आकारों के विजातीय नेटवर्क के लिए असमान पदानुक्रम उपयोगी होते हैं इस प्रकार यह नेटवर्क या तो एक समान अथवा असमान हो सकता है शुरू में वर्ग आधारित पता प्रणाली अत्यंत जटिल एवं अपरिष्कृत था जैसा कि हम पूर्व में देख विश्लेषण कर चुके हैं अतः इसे बेहतर बनाने के लिए वर्ग रहित पता प्रणाली का सृजन हुआ जो विजातीय नेटवर्क में गंतव्य पते का आकलन एवं राउटिंग प्रक्रिया के दौरान होने वाली चुनौतियां का निवारण करता है परंतु CIDR प्रणाली के साथ अन्य चुनौतियां सामने आती हैं जिन्हें हम देखेंगे अतः हमारे पास किसी विशेष संस्थान को आवंटित किए गए IP पतों का समूह तथा उनके पृथक्करण को नियंत्रित करने के लिए prefix हो सकता है इसके साथ ही उस संस्थान IIT खड़गपुर द्वारा नेटवर्क के भीतर प्रत्येक होस्ट को आईपी पते आवंटित किए गए है जिससे यह पहचाना जा सके कि कौन नेटवर्क है और कौन होस्ट है हम होस्ट के पते को कैसे पहचानते हैं यह मूलतः संस्थान विशेष के नेटवर्क प्रशाशन द्वारा निर्धारित किया जाता है अथवा संस्था प्रशासन के नेटवर्क नीतियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है की किस होस्ट को कौन सा आईपी पता आवंटित होना है इस प्रकार से विश्व पटल पर आईआईटी खड़कपुर संस्थान का नेटवर्क मात्र एक आईपी पते द्वारा प्रदर्शित होता है जबकि उसके भीतर उपस्थित सभी होस्ट को पहचानने की जिम्मेदारी स्वयं आईआईटी खड़कपुर नेटवर्क की होती है शीश स्तर पर नेटवर्क प्रीफिक्स के द्वारा हम संस्थान के नेटवर्क को उप नेटवर्कों में विभाजित कर सकते हैं जो शेष विश्व के लिए अदृश्य होते हैं क्षेत्रीय इंटरनेट रजिस्ट्रियों के लिए IP प तों के बड़े खंड आवंटित करने के लिए यहां एक संघ अथवा संस्था होती है जिसे इंटरनेट आवंटित नाम एवं नंबर निगम ICANN कहते हैं अतः जो रजिस्ट्री क्षेत्रीय स्तर पर आईपी पते के समूह को नियंत्रित करती है उसे क्षेत्रीय इंटरनेट रजिस्ट्री कहते हैं जैसे ARIN हमारे पास इंटरनेट नंबरों के लिए अमेरिकी रजिस्ट्री है जो अपने क्षेत्रों के आईपी पते खंड आवंटित करती हैं तथा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करती है और फिर यहां सेवा प्रदाता होते हैं जो अपने अपने ग्राहकों को आईपी पते ब्लॉक को आवंटित करते हैं ये ग्राहक पुनः अपने अन्य ग्राहकों को आईपी पतों के छोटे छोटे समूहों का आवंटन करते हैं तो यहां भारत में कई प्रकार की पता रजिस्ट्रियां होती हैं जो क्षेत्रीय अथवा मंडली स्तर पर IP एड्रेस ब्लॉक के आवंटन का कार्य संपादित करती हैं यहां इंटरनेट पर डोमेनवार आईपी पतों का विवरण उपलब्ध है जहां हम देखेंगे कि आईपी पते विशेष की वेबसाइट का स्वामी निर्माण की तारीख वैधता इत्यादि की सूचनाएं उपलब्ध है अब प्रश्न यह है की पूरे विश्व में इंटरनेट से जुड़े संपूर्ण नेटवर्कों एवं कंप्यूटरउपकरणों की पहचान के लिए 32 bit का आईपी पता पर्याप्त है अथवा नहीं 32 bit IP address से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट पतों की संख्या निश्चित है जबकि पूरे विश्व में इंटरनेट से जुड़ने वाले उपकरणों एवं नेटवर्क ओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है यह एक बड़ी चुनौती है जिसके निदान के लिए हमारे पास एक अन्य आईपी ऐड्रेस प्रारूप है जिसे ipv6 कहते हैं IPv6 ऐड्रेस 128 bits द्वारा निरूपित किया जाता है तथा यह ipv4 ऐड्रेस की तुलना में काफी बड़ी संख्या में विशिष्ट पतों उत्पन्न कर सकता है IPv6 के पास इंटरनेट के बढ़ते आकार की समस्या के लिए दीर्घकालिक एवं लघुकालिक समाधान उपलब्ध हैं निजी आईपी पते जैसे की 10 पता राउटिंग योग्य नहीं होते एक निजी आईपी पता एक इंटरनेट रहित पता है जो अंदरूनी नेटवर्क पर किसी होस्ट को चिन्हित कर रहा होता है निजी आईपी पतो का आवंटन नेटवर्क डिवाइस जैसे कि राउटर द्वारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग करके प्रदान किया जाता हैं तो हमारे पास नेटवर्क पता अनुवादन विधि है जो एक निजी पाते को सार्वजनिक आईपी में अनुवाद करती है त्वरित रूप से पते आवंटित करने के लिए एक अन्य युक्ति है जिसे आप DHCP के रूप में जानते हैं अतः ये सब युक्तियां ही IPV4 की समस्याओं का समाधान है अतः यहां आईपी पतों से संबंधित बहुत सी अन्य चुनौतियां हैं जैसे कि किसी विशेष पाता प्रणाली के अंतर्गत आईपी पता के लिए संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कितना स्थान उपलब्ध है एड्रेस स्थान प्रोबेबिलिटी के माध्यम द्वारा हम राउटिंग तालिका को समय समय पर अपडेट करते रहते हैं परंतु ऐसा करने में बहुत सी चुनौतियां हैं जिन पर वर्तमान में लोग कार्य कर रहे हैं अब इस परिपेक्ष में हमें पैकेट अग्रेषण प्रणाली को देखते हैं यहां कहने का आशय यह है कि नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक layer3 उपकरण या राउटर के पास अग्रेषण अथवा राउटिंग तालिका के लिए सूचनाएं होती हैं जिन्हें गंतव्य पते से मिलान कराया जाता है अतः जब कोई राउटर किसी गंतव्य का एड्रेस पाता है जैसे कि इस विशेष मशीन से wwwiitkgpacin या wwwnptelacin url ऐड्रेस पाता है तो यह अपने सबसे निकटतम राउटर के पास जाता है जो कि wwwnptelacin के गंतव्य एड्रेस को खोजने में सक्षम हो और इसी प्रकार क्रमिक रूप से यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है जब तक की गंतव्य प्राप्त ना हो जाए और अग्रेषण के दौरान प्रत्येक राउटर यह जानने का प्रयास करता है कि गंतव्य का एड्रेस उसके अंदर निहित है या नहीं अन्यथा उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि गंतव्य तक जाने के लिए उसका तत्कालिक समीपवर्ती हॉप कौन है इसके लिए यह अपने राउटिंग तालिका जिसे हम अग्रेषण तालिका भी कहते हैं में देखता है कि उसका तत्कालिक समीपवर्ती राउटर कौन है अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अग्रेषण तालिका अथवा राउटिग तालिका को अपडेट करने की जिम्मेदारी राउटर की होती है राउटर जब भी अपने इंटरफ़ेस पर कोई सूचना पाता है तो यह तुरंत अपनी राउटिंग तालिका में मिलान करके अपने उपयुक्त इंटरफ़ेस को भेजता है यदि यह सूचना का टेबल में उपस्थित प्रविष्टियों में किसी से भी मिलान नहीं हो पाता तो यहां एक डिफ़ॉल्ट मार्ग की अवधारणा है जो डिफॉल्ट इंटरफ़ेस से संलग्न होती है अतः संदेश पैकेट मिलने पर राउटर सर्वप्रथम हेडर में उपलब्ध गंतव्य IP एड्रेस की जांच करता है राऊटिंग तालिका में उसकी प्रविष्टि करता है गंतव्य की ओर जाने वाली इंटरफ़ेस को निश्चित करता है और फिर उस निर्धारित इंटरफ़ेस पर पैकेट को अग्रेषित कर देता है कभी कभी हेडर पैकेट कि भीतर की सूचनाएं बदलकर हेडर को अपडेट भी किया जाता है जिन्हें हम आगे की चर्चा में देखेंगे गंतव्य की ओर मार्ग में पड़ने वाले सभी राउटरों द्वारा यही सामान प्रक्रिया की पुनरावृति की जाती है तो यह पैकेट उछलता उछलता उछलता हुआ जाता है अंततः कि अपने गंतव्य तक पहुंच जाए जैसा कि यहां हम यह कह सकते हैं कि राउटर अपनी तरफ आने वाले सभी पैकेट अपनी लांगेस्ट प्रेफिक्स की प्रविष्टियों से में आईपी पता मैच कराता है एवं बाहर की ओर जाने वाले इंटरफ़ेस पर संप्रेषित कर देता है जो उसे सटीक गंतव्य की ओर निर्देशित कर सके अतः यह एक के बाद एक तालिका प्रविष्टियों को आगे बढ़ाता रहता है यहां 24 एक आईपी मास्क है इसका अर्थ यह है कि IP पते में प्रथम 24 bits नेटवर्क निर्धारण के लिए उपयोग हो रही है तथा शेष बची हुई 8 bits उस नेटवर्क के भीतर संपूर्ण होस्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए उपयोग होंगी यदि राऊटर 1324 24 IP अड्रेस पाता है तो इसे आगे फॉरवर्ड कर देगा और यदि 567024 अड्डेस पाता है तो ये नेटवर्क एड्रेस लौटाएगा अब CIDR चीजों को अत्यंत जटिल कर दे रहा है क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार का मास्क उपलब्ध होता है परंतु CIDR सीमित पतों के समूह को कुशलता पूर्वक उपयोग करने की अनुमति देता है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि इसमें IP पते व्यर्थ नहीं जाते परंतु इसके विपरीत इस पद्धति के अंतर्गत अग्रेषण की प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है जैसे कि अग्रसर तारिका के भीतर किसी आईपी ऐड्रेस का एक से ज्यादा प्रविष्टियों के साथ मिलान हो सकता हैं 201100021 21200600 23 का एक से ज्यादा प्रविष्टियों से मिलान हो सकता है तो ऐसी स्थिति में पैकेट को कहां भेजा जाए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस समस्या का समाधान हेतु दीर्घ पूर्वलग्न मिलान नीति को लागू होती है अतः जब भी दीर्घ पूर्वलग्न मिलान होता है दो पैकेट आगे अग्रेषित किया जाता है अतः यहां उक्त स्थिति में पैकेट 21200600 23 को अग्रेषित करने की आवश्यकता है क्योंकि यहां लांगेस्ट प्रीफिक्स मिलान लागू हो रहा है जबकि अन्य कम prefix मिलान प्रदर्शित कर रहे हैं इस प्रकार हम LPM विधि द्वारा ऐसी समस्याओं का समाधान करते हैं इस तरह पैकेट के गंतव्य पते के आधार पर राउटर अग्रेषण तालिका में उपलब्ध सभी प्रविष्टियों के साथ लांगेस्ट प्रीफिक्स मैच करा कर समीपवर्ती हॉप अथवा लिंक की पहचान करता है जब भी हम संदेश पैकेट भेजते हैं तो पैकेट पर गंतव्य का पता निहित होता है जब हम url में www iitknptel ac in लिखते हैं तो DNS द्वारा यह आईपी पते में परिवर्तित होता है जिसे राउटर गंतव्य पत्ते के रूप में चिन्हित करतें है राउटर अग्रेषण तालिका की प्रविष्टियों के साथ गंतव्य पते का लांगेस्ट प्रीफिक्स मिलान कराते हैं साथ ही अन्य एल्गोरिथ्म के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं हमारे पास गंतव्य एड्रेस एवं राऊटिग अग्रेषण तालिका है तो अब इस तालिका में गंतव्य एड्रेस को देखेंगे यदि इस तालिका में गंतव्य एड्रेस का सटीक मिलान उपलब्ध नहीं होता है तो हम लांगेस्ट प्रीफिक्स मैच को लागू करेंगे और देखेंगे कि गंतव्य एड्रेस केस इंटरफ़ेस के लिए उपयुक्त है यहां विभिन्न आईपी एड्रेसों में 20110 के अतिरिक्त और भी एड्रेसो में आंशिक मिलान हो रहा है परन्तु लांगेस्ट मिलान कहता है कि पैकेट को 10201106 आईपी पते पर अग्रेषित करना होगा जो कि राउटर के बाहर की ओर जाने वाले सीरियल 0 इंटरफ़ेस से संबद्ध है इसलिए अब यह सबसे लंबा प्रीफिक्स मैच एल्गोरिथ्म है जो कि सरल या जटिल भी हो सकता है इसके साथ एक बड़ी चुनौती यह भी है कि इसमें लांगेस्ट प्रेफिक्स मिलान की प्रक्रिया में काफी समय खर्च होता है तो राउटर अथवा अग्रेषण तालिका में एक समय पे ढेर सारी प्रविष्टियां हो सकती हैं और प्रत्येक प्रविष्टि पर लांगेस्ट प्रेफिक्स मिलान करना होता है जिससे संपूर्ण मिलान प्रक्रिया में एक बड़ा समय लग सकता है रऊटिंग तालिका अत्यधिक विशाल हो सकती है जैसे कि तालिका में 200000 200000 300000 संख्या जैसी विशाल प्रविष्टियाँ हो सकती हैं अग्रेषण तालिका जितनी बड़ी होगी प्रविष्टियों के साथ मिलान में लगने वाले समय की जटिलता उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी अतः हमें इस समस्या के निदान के लिए इससे बेहतर एल्गोरिथ्म की आवश्यकता है और रैखिक समय को देखते हुए दीर्घ प्रीफिक्स मिलान की इस प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगेगा क्योंकि पल प्रति पल प्रत्येक नैनो सेकंड में असंख्य पैकेट राउटर पर पहुंच रहे होते हैं तो यहां एक बहुत बड़ी संख्या में चीजों को संसाधित करने की आवश्यकता है तो हमें एक बेहतर एल्गोरिथ्म की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि कैसे लांगेस्ट प्रीफिक्स मैच की जटिल प्रक्रिया को सुगमतापूर्वक संपन्न किया जा सके और यह एक बड़ी चुनौती है फिलहाल वर्तमान में इस समस्या को हार्डवेयर द्वारा प्रबंधित किया जाता है तो इस समस्या को देखने का एक बहुत ही पारंपरिक तरीका है जिसे पेट्रीसिया ट्री के नाम से जानते हैं बाइनरी नंबरों 0 अथवा 1 में प्रदर्शित यह अल्फ़ान्यूमेरिक में कोड किए गए सूचना को दुबारा प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक एल्गोरिथम है तो ट्री के प्रत्येक स्तर के लिए एक Bit होती है जहां कुछ नोड्स अपने बदलते हुए prefix के अनुरूप tree से संबंध होते हैं जो कि मेरी तालिका में अगले हॉप के लिए राउटर के इंटरफ़ेस से संलग्न है इस एल्गोरिथ्म के अनुसार जब भी सूचनाओं का मिलान ट्री के नोड्स से होता है तो वह सफलतापूर्वक आगे भेज दिया जाता है परंतु बहुत से परिस्थितियों में यह कारगर नहीं होता क्योंकि ट्री की विषम संरचना के कारण मिलान नहीं हो पाता अतः बायनरी ट्री के बजाय K Array प्रकार के ट्री के द्वारा हम look upखोज को बेहतर बना सकते हैं आजकल हम विशेष हार्डवेयर द्वारा भी लुकअप को बेहतर बनाते हैं जैसे कि CAMS यह हार्डवेयर समतल संबोधन की बजाए कुंजी द्वारा सूचनाओं को खोजते हैं अतः यह सब एल्गोरिथ्म लुकअप के मामले में कुशलता पूर्वक प्रदर्शन करते हैं परंतु फिर भी मौलिक रूप से हमें लांगेस्ट प्रीफिक्स मैच के आधार पर सूचनाओं को आगे अग्रेषित करने की आवश्यकता होती है अब प्रश्न यह है कि अग्रेषण तालिकाएं आती कहां से हैं राउटर में अग्रेषण तालिका होती हैं जो कि बाहरी लिंक के लिए prefix को अग्रेषण तालिका की प्रविष्टियों से मिलान करती हैं अब प्रश्न यह है कि जब भी कोई नई प्रविष्टि राउटर पर आती है तो फिर राउटर की अग्रेषण तालिका कैसे प्रबंधित होती है अब या तो यह एक स्थैतिक प्रविष्टि होगी या फिर गत्यात्मक प्रविष्टि तो यह प्रक्रिया कहती है कि एक विशेष serial port के लिए अमुक सूचना को अमुक प्रविष्टि से मिलान कराओ परंतु मिलान की यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं हो सकती है क्योंकि नेटवर्क में होने वाले खराबी के फल स्वरुप नए नेटवर्किंग उपकरण जुड़ते एवं हटते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में मानवी हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ती है और कुछ मामलों में नेटवर्क भार संतुलन के मुद्दे भी प्रकाश में आते हैं तो अब यहां राउटिंग प्रोटोकोल की भूमिका प्रकाश में आती है कि किस प्रकार ये संदेश पैकेट संप्रेषित किए जाते हैं कैसे राउटिंग तालिका प्रबंधित की जाती है और कैसे तालिका प्रविष्टियों की IP प्रीफिक्स से मिलान करी जाती है ताकि पैकेट को गंतव्य की ओर अग्रेषित किया जा सके तो इन्हें राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है हम आगे कि चर्चा में इस राउटिंग प्रोटोकॉल को देखेंगे तथा अन्य प्रोटोकॉल को भी देखेंगे जो राउटिंग जैसी प्रक्रियाओं से संबंधित होती हैं इसलिए हम विशेष रूप से इन राउटिंग प्रोटोकॉल में इस बात की रुचि रखते हैं कि अग्रेषण तालिकाओं को कैसे बनाया जाता है ताकि पैकेट को सही तरीके से आगे अग्रेषित किया जा सके और अग्रेषित किया गया पैकेट एक विशेष प्रकार के उपकरण के पास जाता है जिसे अग्रेषण डिवाइसेस जैसे राउटर या होस्ट द्वारा अग्रेषित किया जाता है तो अग्रेषण प्रक्रिया के अंत में हमारे पास जो कुछ होता है वह इथरनेट लिंक है इथरनेट लिंक एक प्रकार का नेटवर्किंग वायर होता है जो होस्ट सिस्टम को RJ45 गर्टिका द्वारा नेटवर्क से जोड़ता है अतः ईथरनेट लिंक युक्ति कंप्यूटर एवं वायरलेस लिंक युक्त लैपटॉप को नेटवर्क से जुड़ने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन की आवश्यकता नहीं है तो यह केवल उस विशेष स्थानीय होस्ट अथवा अगले निकटतम हॉप जैसे सभी नोड्स जो कि gateway द्वारा नेटवर्क की भीतरी सीमा में परिभाषित यह गए हों को ही अग्रेषित करता है तो पैकेट को उस विशिष्ट गेटवे के समक्ष बाहरी होस्ट के सम्मुख ले जाया जाता है जहां इस गेटवे को हमारे स्वयं की टीसीपी आईपी गुणों TCPIP Properties द्वारा या नेटवर्क सेटअप में परिभाषित किया गया है प्रश्न यह है कि यह तथ्य कैसे सीखा जाता है कि कहां पे जुड़ना है और कहां फॉरवर्ड करना है या तो यह स्थैतिक रूप से सीखा हुआ है मेरे नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली के व्यवस्थापक ने बताया है कि मुझे इस तरह से कॉन्फ़िगर करना है या कोई डीएचसीपी प्रकार या गत्यात्मक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से मुझे इस प्रोटोकॉल को dynamic रूप से कॉन्फ़िगर करने की अनुमति मिलती है Refer Time 3640 और अंत में हम देखेंगे कि कैसे इस पैकेट को गंतव्य होस्ट पहुंचाया जाता है अतः अंत में हम में देखेंगे कि जब भी राउटर किसी अन्य राउटर को या राउटर को किसी अन्य विशिष्ट होस्ट को पैकेट अग्रेषित करना होता है तो उसे हार्डवेयर पता का रेजोल्यूशनप्राप्त करना चाहिए तो वास्तव में यह पता होना चाहिए कि अगले हॉप का हार्डवेयर पता क्या है तदानुसार पैकेट को उस तक पहुंचाना चाहिए इसके लिए हमें एआरपी एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल नामक एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है अतः जैसा कि आप में से कई जानते हैं कि कुछ हार्डवेयर के पते होतें हैं जिन्हें MAC Address कहते हैं यह MAC Address मशीन के नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड पर अंकित होते हैं और आईपी से मैक पते को विभक्त करते हैं रिजॉल्यूशन के इस कार्य के लिए हमें एक एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है तो आईपी IP पते से MAC पते को अनुवादित करना और MAC पते से आईपी IP पते को अनुवादित करना के लिए क्रमशः ARP और RARP प्रोटोकॉल प्रयोग करी जाती हैं तो अंत में लांगेस्ट प्रीफिक्स मैच के आधार पर पैकेट अन्वेषण प्रक्रिया तथा विभिन्न पता आवंटन प्रणाली का हम शीघ्रता पूर्वक विश्लेषण करेंगे जो कि पूर्व में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं तो हम देखेंगे की राउटर किस प्रकार से लांगेस्ट प्रीफिक्स के आधार पर पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं और किस प्रकार अग्रेषण तालिका में एक से ज्यादा मैच मिलने पर लांगेस्ट प्रीफिक्स अपनी मुख्य भूमिका निभाता है अतः इसके साथ हम अपनी आज की चर्चा को समाप्त करते हैं हम अपने आगे के व्याख्यानों में इन आईपी राऊटिंग तंत्र की चर्चा जारी रखेंगे